इंट्रोडक्शन VI सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से राजाराम हूँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय पर मॉड्यूल 1 व्याख्यान संख्या 6 में हैं आज की कक्षा में हम संक्षेप में एक विशेष डाइमेंशनिंग वाली चीज़ देखेंगे और टॉलरेंसेस भी पिछली कक्षा में डाइमेंशनिंग देने के विशेष मुद्दों पर हमने डाइमेंशनिंग देने के विभिन्न तरीकों को देखा उदाहरण के लिए यदि यह एक सिलेंडर है जिसमें कई स्टेप्स हैं इसलिए कि दूसरी तरफ देखने पर हमें एक स्टेप की तरह दिखते हैं डायमीटरस् को देखने की कोशिश करते हैं अगर यह डायमीटर है तो हम प्रतीक फाई का उपयोग करते हैं और सबसे छोटा एक अंदर और सबसे बड़ा बाहर वह है इस तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं इसलिए उन्हें अपने डायमीटरस् द्वारा डायमेंशन किया जाना चाहिए विशेष रूप से उन व्यूज में डायमेंशन होना चाहिए जिसमें वे आयतों के रूप में दिखाई देते हैं इसलिए अगर हमारे पास इस तरह के कई सिलेंडर हैं यदि हम इस व्यू से देख रहे हैं तो वे आयतों की तरह दिखाई देते हैं उस मामले के डायमीटरस् में हम इसे इस तरह से दिखाने जा रहे हैं हम आम तौर पर इस व्यू में डायमीटरस् नहीं दिखाते हैं जो कुछ भी इस से माना जाता है यदि टेपर्ड की गई सुविधाओं जैसी कोई चीज़ है उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक आयत होने के बजाय एक टेपर्ड की गई सुविधा है तो शायद ऑब्जेक्ट में इस तरह की विशेषता हो सकती है उस मामले में हम इसकी ऊंचाई दिखाते हैं और हम इसकी लंबाई दिखाते हैं 20 यूनिट्स और 60 यूनिट्स को भी दिखाते हैं फ्लैट एंडस् और उनके टेपर ढलान के बीच एक तरफ की दूरी देते हुए एक फ्लैट टेपर प्रतीक का उपयोग करते हुए हम आमतौर पर टेपर्ड विशेषताओं के लिए जाते हैं यहां हम इन डायमेंशन को दिखा रहे हैं और एक टेपर्ड आकृति के प्रतीक के साथ एक टेपर्ड की तरह कुछ भी यह वह तरीका है जो हम दिखाते हैं और यह टेपर शायद उस अनुपात में बढ़ रहा है यह वह तरीका है जिससे हम आगे बढ़ने वाले किसी भी टेपर चीजों को दिखाते हैं दूसरा तरीका यह है कि एक तरफ की ऊँचाई शायद टेपर की एक लंबाई और टेपर्ड फेस की स्लोप तो टेपर की लंबाई 60 यूनिट्स है और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो इस तरह से भी हम यह बताकर एक को दिखा सकते हैं कि यह टेपर प्रतीक अनुपात कैसे बदलने जा रहा है दूसरा तरीका स्लोप और कोण के माध्यम से है ये विशेष डाइमेंशनिंग के दो तरीके हैं इसी तरह अगर हमारे पास थ्रेड स्क्रूज आदि हैं तो हम डायमेंशनल उद्देश्य और अन्य चीजों के लिए सीधे उस पर थ्रेडस् नहीं डालते हैं हम विशेष डाइमेंशंस दिखाते हैं जो इंगित करते हैं कि ये थ्रेडस् हैं उदाहरण के लिए यदि हम एक पेन लेते हैं जिसे स्क्रू और थ्रेड के संयोजन के साथ दो भागों में खोला जा सकता है तो उनमें से एक में बाहरी थ्रेडस् हो सकते हैं और दूसरे में आंतरिक थ्रेडस् होंगे इसलिए जब हम बोल्ट नट पैन स्क्रूज कैपस् आदि के लिए इन डाइमेंशनिंग को दिखाते हैं तो हमेशा बाहरी थ्रेडस् और आंतरिक थ्रेडस् होते हैं तो इन आंतरिक थ्रेडस् और बाहरी थ्रेडस् को दिखाने के विभिन्न तरीके हैं अधिक विवरण हम भविष्य की कक्षाओं में सीखेंगे हालांकि जब भी हम इस तरह के आयताकार भागों टेपर्ड वाले और कर्वस् और लाइनों को देखते हैं तो यह इंगित करता है कि यह थ्रेडस् से निपटने के लिए माना जाता है इसके अलावा हम आमतौर पर इन थ्रेड्स को मीट्रिक M भागों द्वारा दिखाएंगे जो हम दिखाएंगे उस उद्देश्य के लिए मीट्रिक थ्रेड्स एक प्रतीक M है शायद यह 12 mm का डायमीटर हो सकता है तो अगर यह बाहरी थ्रेडस् हैं तो हम इसे बाहरी तरफ से दिखाते हैं यह वह थ्रेड है जिस पर यह हमारे पास है तो M 12 हम यह दिखाएंगे कि क्या यह उस रेनॉल्ड्स पेन के सफेद रंग के हिस्से जैसा है जो कि आंतरिक थ्रेड है तो उस स्थिति में आंतरिक भाग हम इसे दिखाने जा रहे हैं इसी तरह जब भी ये थ्रेडस् बोल्ट्स नट्स और अन्य प्रकार की चीजें शामिल होती हैं तो हम आमतौर पर उदाहरण के लिए ड्रिल किए गए होल की गहराई के साथ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक होल होता है जिसमें हमारा एक थ्रेड होता है इसलिए गहराई की हमेशा आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए इस मामले में 12 mm तो एक छोर से इसे 22 mm दिखाया गया है तो यहाँ से इस भाग तक और थ्रेड तक यह 22 mm है ऑब्जेक्ट का आकार इस होल तक है इस स्तर तक बनाया जा सकता है लेकिन थ्रेडिंग केवल इस स्तर तक ही की जाती है तो उस स्थिति में थ्रेड की लंबाई 18 mm भी दर्शानी होगी यह 18 mm है यह इस तरह से थ्रेड्स और विशेष स्क्रू फीचरस् दिखाए गए हैं हम हमेशा इसके अलग अलग व्यू दिखाते हैं जैसे कि फ्रंटल व्यू और साइड व्यूज क्योंकि यह एक प्रकार की बाहरी थ्रेड तरह की चीज है यदि आप इस तरफ देख रहे हैं या शायद इस तरफ से यह एक सर्कल की तरह दिखता है जिस पर हम थ्रेड्स कहना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास डायमेंशन भी हैं अधिक विवरण भविष्य की कक्षाओं में हम उसके बारे में जानेंगे आमतौर पर हम उस प्रतीक को देखकर किसी भी प्रकार के डाइमेंशनिंग के लिए प्रतीकों के साथ जाते हैं हम यह समझने की स्थिति में होंगे कि ड्राइंग डायमीटरस् या स्फेरिकल डायमीटरस् रेडियस से मिलकर बनता है या नहीं अगर हम फाई का उपयोग कर रहे हैं तो यह डायमीटरस् का प्रतिनिधित्व करता है अगर यह S फाई जैसा कुछ है तो यह उस स्फेरिकल डायमीटरस् को दर्शाता है रेडियस के लिए हम R के साथ जाते हैं और स्फेरिकल रेडियस के लिए हम SR प्रतीकों के साथ जाते हैं यदि ये स्क्वायर कंपोनेंटस् हैं तो हम स्क्वायर सिंबल्स का उपयोग करते हैं कभी कभी हम उस मामले में सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट्स का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं उस स्थिति में हम सिलेंडरस् के लिए CYL का उपयोग करते हैं इसी तरह जब भी इन कई होल्स को एक प्लेट पर बनाया जाता है तो वहां एक पिच डायमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाएगा उस स्थिति में हम आमतौर पर इस PCD पिच सर्कल डायमीटरस् के साथ जाते हैं अगर चीजें समान हैं तो हम EQSP इक्वि स्पेस जैसी चीजों के साथ जाते हैं इसी तरह अन्य चीजें जैसे अगर यह कोनिकल टेपर है तो हम इसे इस तरह से उपयोग करते हैं अगर यह सिर्फ एक फ्लैट टेपर है हम इसे इस तरह से उपयोग करते हैं फ्लैट टेपर का प्रतीक कुछ यह है यदि यह कोनिकल प्रकार का है तो हम इसका उपयोग करते हैं कई अन्य चीजें जैसे आमतौर पर थ्रेड्स और अन्य चीजों के लिए हम आमतौर पर इन प्रतीकों को देखते हैं M इसका मतलब है मीट्रिक थ्रेड इन थ्रेड्स को बनाने का एक तरीका है वहाँ पर होल्स की विविधता है और आगे तक काउंटर बोरस् काउंटर सिंकस् और इस तरह के विशेष प्रतीक है जिनका लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इसलिए इन यूनिट्स को डाइमेंशनिंग करने वाले शीट प्रतीकों को चित्रित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है यदि आप मशीनिस्ट को चित्र देना चाहते हैं अब ड्राइंग के लिए ये सभी डाइमेंशंस 12 mm की तरह कहने के लिए पूरी तरह से ठीक हैं लेकिन अगर हम किसी मशीनिस्ट को 12 mm के ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कहें तो शायद यह लंबाई हो सकती है यह एक होल हो सकता है जो ठीक से 12 mm बनाने के लिए संभव नहीं है हमेशा प्लस या माइनस डेविएशनस संभव हो सकते हैं क्योंकि हम मशीनों के साथ काम कर रहे हैं ऐसे कई कारक हैं जो इस मशीन को प्रभावित करते हैं उदाहरण के लिए हम एक टर्निंग ऑपरेशन turning operation करना चाहते हैं जहाँ 20 mm का एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं हालांकि एक छोटा डेविएशन मैकेनिकल वाइब्रेशनस् टेंपरेचर वेरिएशंस की वजह से यह निर्भर करता है कि किस तरह से हम इस खराद मशीन को चलाते हैं इसलिए हमेशा संभावना होती हैं कि यह अधिक हो सकती है यह उस ऑब्जेक्ट से कम हो सकती है कई कारक इन चीजों को प्रभावित करते हैं इसलिए 12 mm या 20 mm आमतौर पर इंगित करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं है यह हमेशा 20 रेंज से 205 mm का उल्लेख करना अच्छा होता है और भी 195 mm या शायद 20 प्लस या माइनस 005 mm की तरह कुछ इस तरह के डायमेंशन जो हम दर्शाते हैं उन्हें टॉलरेंसेस कहा जाता है आइए हम इन टॉलरेंसेस के बारे में अधिक जानें टॉलरेंसेस की मूल परिभाषा एक भाग के आकार और ज्योमेट्री में एक विशिष्ट भिन्नता के लिए एक अलाउंस है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइज आकार के साथ नहीं बनाया जाएगा दोहराए गए तरीके से यदि हम इसे कई उदाहरणों के लिए दोहराना चाहते हैं तो इसके भीतर हमेशा भिन्नताएं होनी चाहिए तो एक ही आकार और ज्योमेट्री के समान ऑब्जेक्ट बनाना संभव नहीं है इसलिए टॉलरेंसेस एलाउबल वेरिएशन निर्धारित करती है इसलिए किसी भी क्वालिटी इंस्पेक्शनस् और आगे तक आगे के उद्देश्य से इन टॉलरेंसेस की लिमिट्स को कड़ाई से लगाया जाता है यदि कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो यह भाग की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है उदाहरण के लिए आह वे सोचते हैं कि हमने एक साधारण रेनॉल्ड्स पेन लिया है अगर हम इसे ले रहे हैं तो इसमें स्क्रू और दूसरा हिस्सा दोनों हैं इसलिए जब हम इस रेनॉल्ड्स को नीले रंग के हिस्से को स्क्रू करने की कोशिश कर रहे हैं यदि थ्रेड बहुत छोटा है तो यह तुरंत उस पेन को खो देता है और भाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है यदि वह थ्रेड बहुत बड़ा है तो शायद वह उस ऑब्जेक्ट में भी फिट न हो तो एक बड़ा बदलाव हमेशा इन भागों की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है यहां तक कि उदाहरण के लिए उंगली की अंगूठी जो हम उपयोग करते हैं यदि वह बहुत बड़ी है तो हम उस अंगूठी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की स्थिति में नहीं होंगे अगर यह बहुत छोटा है तो यह हमारी उंगली में भी फिट नहीं होती है इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम इन टॉलरेंसेस वाली चीजों के साथ लेते हैं यदि कोई बड़ी भिन्नता है तो यह भाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है हालाँकि अगर हम इसे प्रिसाइज बनाना चाहते हैं इसका मतलब है हम विभिन्न छोटे बदलाव करने जा रहे हैं फिर किसी को सबसे अधिक ध्यान रखना होगा और उस घटक को बनाना बहुत महंगा होगा इसलिए किसी को इस छोटे बदलाव से महत्वपूर्ण बदलाव तक बहुत ध्यान से खेलना होगा इसलिए एक तरफ यह लागत में वृद्धि नहीं करेगा यह लागत समय लेने वाली हो सकती है यह मौद्रिक चीजों के संदर्भ में हो सकता है उत्पादन के मामले में आप कितनी मात्रा में तैयार करना चाहते हैं इसे तैयार करने की लागत भी और कई चीजें हैं इसलिए आमतौर पर उद्योग इस छोटे बदलाव और बड़े बदलाव को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं टॉलरेंसेस आइए हम मशीनिंग प्रक्रियाओं में एक मानक उदाहरण देखें हम कुछ चीज़ों को असेंबली कहते हैं ये व्यक्तिगत कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम उन्हें ठीक करते हैं और इसे अंतिम उत्पाद की तरह बनाते हैं आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे चश्मा यह एक असेंबली है जिसमें यह विशिष्ट ग्लास होता है शायद फ्रेम यह फ्रेम है शायद वहाँ जॉइंट्स होंगे उन जॉइंट्स पर स्क्रूज ग्लास स्क्रूज और फ्रेम हो सकता है ये इस चश्मे के हिस्से कहे जाते हैं जब आप उन्हें उचित तरीके से क्लब करते हैं तो आप एक असेंबली प्राप्त करने की स्थिति में होंगे कि असेंबली चश्मे जैसी कार्यक्षमता बनाती है अब हम उस फ्रेम में व्यक्तिगत चीज़ को देखते हैं यह फ्रेम है हम एक ग्लास लगाना चाहते हैं आइए हम इस ग्लास को बनाते हैं वह ग्लास जिसे हम फिट करना चाहते हैं यदि यह डायमेंशन हम इस डायमेंशन को देखते हैं यदि यह डायमेंशन सबसे पहले समान डाइमेंशंस को तैयार करना आसान नहीं है भले ही हम इसे मैकेनिकल स्ट्रेसेस की तरह ठीक करने के संदर्भ में एक छोटा सा वेरिएशन बनाते हैं शायद इसे घुमाया जा सकता है तो इस ग्लास को अंदर फिट करने जैसी मुख्य कार्यक्षमता जो हम प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं यह मैकेनिकल स्ट्रेसेस में एक छोटी वृद्धि शायद टेंपरेचर वेरिएशन या शायद सरफेस एब्रेशंस और अन्य चीजें हैं यह उस की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है लेकिन अगर हम इसे छोटा बनाने जा रहे हैं तो यह एक छोटा आकार है लेकिन यह एक बड़ा है जो बस यह उस ऑब्जेक्ट से निकलता है यदि यह बहुत बड़ा है यदि यह बड़ा है और यदि यह छोटा है तो यह वास्तव में इसमें फिट नहीं हो सकता है इसलिए अगर उनके डायमेंशन मूल्यों की एक निश्चित सीमा के भीतर नहीं आते हैं तो वे अक्सर एक साथ फिट नहीं होंगे उदाहरण के लिए आइए हम इस डायमेंशन को 25 mm मानते हैं यह एक 25 mm सही फिट है शायद जब आप इसे बना रहे हों तो उस सीमा के भीतर 251 mm से 249 mm तक हो यदि यह 25 है तो यह उस ऑब्जेक्ट में फिट बैठता है यदि यह 26 है तो निश्चित रूप से यह उस ऑब्जेक्ट में फिट नहीं होगा जिसे फिट करने की कोशिश करने के लिए अन्य तरीके करने होंगे इसलिए अगर उनके डायमेंशन मूल्यों की एक निश्चित सीमा के भीतर नहीं आते हैं तो वे अक्सर एक साथ फिट नहीं होंगे उदाहरण के लिए आपने अपना एक गिलास तोड़ दिया आप इसे बदलना चाहते हैं आप इसे बदलना चाहते हैं यदि एक प्रतिस्थापन भाग का उपयोग किया जाता है तो यह डेविएशनस की कुछ सीमाओं के भीतर मूल भाग का डुप्लिकेट होना चाहिए इसलिए जब उद्योग इस तरह के उत्पादों को कई भागों में बनाते हैं तो किसी को इन टॉलरेंसेस से बहुत सावधान रहना होगा पुनरावृत्ति की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आपने इसे तोड़ दिया था और आप इसे बदलना चाहते हैं इसलिए यह बदलने के लिए कि आपको प्रिसाइज डायमेंशन के समान प्रकार के घटक की आवश्यकता है यदि संभव नहीं है तो कुछ को इस टॉलरेंसेस के साथ खेलना होगा यह एक सामान्य अभ्यास लागत है जो आमतौर पर छोटी टॉलरेंसेस के साथ बढ़ती है छोटी टॉलरेंसेस इसे बनाने के लिए लागत में तेजी से वृद्धि का कारण बनती है छोटे टॉलरेंसेस वाले भागों को अक्सर विनिर्माण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है यह न केवल इसकी लागत के बारे में अगर आप बहुत छोटे टॉलरेंसेस मूल्यों के लिए जा रहे हैं तो यह तैयार करने के लिए बल्कि हमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता है छोटे टॉलरेंसेस वाले भागों को अक्सर अधिक इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है और भागों की अस्वीकृति के लिए कॉल करना पड़ता है इस तरह की छोटी टॉलरेंसेस की देखभाल करने के लिए हम कितना ध्यान रख सकते हैं दिन के अंत में इसे इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है आवश्यक टॉलरेंसेस से एक छोटा डेविएशनस एक उच्च संभावना है कि भाग को अस्वीकार कर दिया जाएगा इसलिए छोटी टॉलरेंसेस में हमेशा अधिक इंस्पेक्शन करने वाली बात होती है और उच्च की यह बहुत अधिक संभावना है कि कई भागों को अस्वीकार कर दिया जाएगा हालांकि यह छोटे टॉलरेंसेस होना एक अच्छा अभ्यास है जिससे यह खुद को चुनौती दे रहा है हम विभिन्न तरीकों से इन टॉलरेंसेस को निर्दिष्ट करते हैं उदाहरण के लिए यह साइज के आधार पर हो सकता है यह ज्योमेट्री पर भी आधारित हो सकता है साइज के लिए हम इसे देखते हैं यह डायमेंशन में अनुमत भिन्नता को निर्दिष्ट करता है इसका मतलब है कि यह लंबाई चौड़ाई हो सकती है ऊंचाई या डायमीटर वगैरह को ड्राइंग में दिया जाता है अगर हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो ज्योमेट्री के बारे में साइज टॉलरेंसेस के बारे में हैं और हम इस टॉलरेंसेस के बारे में भी बात करते हैं ज्योमैट्रिक टॉलरेंसेस के लिए यह टॉलरेंसेस के स्पेसिफिकेशन के लिए अनुमति देता है भाग के ज्योमेट्री के लिए साइज से अलग करिए मैं एक आयत बनाना चाहता हूं लेकिन शायद एक छोटी सी भिन्नता है यह ट्रैपेज़ियम की तरह दिख सकता है ये विविधताएं बहुत छोटी हैं एक वर्ग होने के बजाय इस तरह की बात शायद इस तरह के ट्रैपोज़ाइडल प्रकार को भी सहन की जाती है और इसे हम ज्योमैट्रिक टॉलरेंसेस कहते हैं लाइनस् लेंथस् डायमीटरस् के संदर्भ में उस तरह की चीज को हम साइज टॉलरेंस कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक सिलेंडर की तरह कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन यह थोड़ा ओवल लग सकता है इस तरह की चीजें भी ज्योमैट्रिक टॉलरेंसेस हैं जिन्हें बनाए रखना है ज्योमैट्रिक डाइमेंशनिंग और टोलरेंसिंग किसी हिस्से की विभिन्न ज्योमैट्रिक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रतीकों का उपयोग करता है हालांकि हम स्पष्ट रूप से इसको आकार चौड़ाई डायमीटर और आगे तक जैसे साइज में उल्लेख कर रहे हैं शायद एक मामूली सर्किल या ईलिप्स या ओवल जैसी चीजों के लिए हम विशेष प्रकार के प्रतीकों का उपयोग करते हैं इसका मतलब है यह उस स्तर तक अनुमत है एकल डायमेंशन के लिए टॉलरेंसेस को डायमेंशन और टॉलरेंसेस के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है हम जल्द ही इसे देखेंगे कि इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए एक बात जो हमें नोटिस करनी है टॉलरेंसेस अपर और लोअर लिमिटस् के बीच कुल भिन्नता है अगर मैं 25 mm की तरह कुछ कह रहा हूं ऊपरी तरफ किस स्तर तक मैं वास्तव में जा सकता हूं निचली तरफ किस स्तर तक जा सकता हूं मैं किस स्तर तक वास्तव में उस डायमेंशन के साथ जा सकता हूं क्या यह 249 है या क्या यह 2499 है या क्या यह 2501 या यह 251 है जैसा इस तरह का अपर लोअर लिमिटस् इस कुल भिन्नता से निपटने के लिए कुछ है आइए एक उदाहरण देखें हमारे पास एक ड्राइंग शीट है जिस पर कई कंप्लेंट्स उल्लिखित हैं उदाहरण के लिए एक टर्निंग ऑपरेशन के लिए इसके संचालन के लिए चौक स्क्रूज और अन्य चीजों का प्रतिनिधित्व किया गया है उदाहरण के लिए आइए हम इसे चुनते हैं हम देख सकते हैं कि फाई जैसे डायमीटरस् 1375 यूनिट्स के साथ प्लस या माइनस 0005 यूनिट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं इसी तरह हम इसे 1120 प्लस या माइनस 0005 देखें इसी तरह हम इस डायमीटर फाई 275 प्लस या माइनस 002 को देखें इसलिए जब मशीनिंग किया जाता है और शायद उत्पाद इस इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के माध्यम से बाहर निकलता है जब यह मुख्य रूप से गुणवत्ता नियंत्रण गैस की जांच करने के लिए जाता है कि क्या ये टॉलरेंसेस उस ऑब्जेक्ट के लिए मिले हैं या नहीं यदि कोई उस बाहरी वृत्त के डायमीटर को मापता है यदि वह 275 पूरी तरह से ठीक है यदि वह कुछ ऐसा है जैसे कि हम 277 जो पूरी तरह से ठीक है अगर यह 273 यूनिट्स की तरह कुछ है जो भी पूरी तरह से ठीक है क्योंकि यह प्लस या माइनस 002 का प्रतिनिधित्व करता है यदि कुछ भी 278 है तो वे उस हिस्से को अस्वीकार कर देंगे इसलिए आगे का उद्देश्य ये टॉलरेंसेस हमेशा सहायक होते हैं इसी तरह हम इस पर एक नजर डालते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष पर प्लस या माइनस 002 हो कभी कभी सकारात्मक पक्ष पर इसे पसंद किया जाता है लेकिन नकारात्मक पक्ष पर नहीं जब आप चीजों को फिट करना चाहते हैं और इसी तरह यदि यह उससे कम है तो यह ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं सकता है यह बहुत तंग किस्म की चीज होगी ऊपर कुछ भी उदाहरण के लिए यदि यह उस में ऑब्जेक्ट है तो मैं एक सिलेंडर रखना चाहूंगा अब जब मैं इन डायमेंशन को मापने जा रहा हूं या शायद इसमें अधिक उपयुक्त तरीके से अगर मैं 2501 से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए 25 mm चाहता हूं लेकिन अगर मैं 251 से नीचे जाता हूं तो यह इसके आसपास हो जाएगा इसलिए इस सिलेंडर को उस ऑब्जेक्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता है तो कभी कभी इस निचले डायमेंशन को 0 की तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ऊपर कुछ भी पूरी तरह से ठीक है अगर यह उस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसी चीज के लिए यदि हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जो इन ऑब्जेक्ट में स्थिर किया जाना है अगर मैं उस 25 mm के साथ जा रहा हूं तो यहां यह पूरी तरह से ठीक है लेकिन ऊपर जो कुछ भी हो सकता है कि 2502 यह उस बॉक्स से बाहर होगा इसलिए हम वास्तव में इसे फिट नहीं कर सकते उस मामले में हम जो करेंगे वह लोअर साइड बेहतर होगा अप्पर साइड बेहतर नहीं है तो इसके आधार पर आपके प्लस और माइनस बदलाव हमेशा हो सकते हैं और इन टॉलरेंसेस को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है एक लिमिट टॉलरेंसेस है जहां हम डायमेंशन दोनों चीजों को 25 245 दिखाते हैं इसी तरह लिमिट टॉलरेंसेस जिसके लिए लिमिटस् उल्लिखित हैं यह 14 से 15 तक भिन्न हो सकती हैं यह डायमीटर 15 से 175 और इसी तरह की चीजों पर भिन्न हो सकता है इसी तरह कोण 280 से 284 इस तरह की लिमिटस् यदि हम दिखा रहे हैं तो इसे लिमिट टॉलरेंसेस कहा जाता है यदि यह प्लस माइनस तरह की टॉलरेंसेस है तो हम आमतौर पर इसे 25 प्लस या माइनस 00 माइनस 005 के संदर्भ में दिखाते हैं इस तरह की चीज़ एक आम बात है जो हम इसे शीट पर 145 प्लस या माइनस 05 00 की तरह देखते हैं प्लस 015 माइनस 010 जैसी कोई चीज इस तरह की चीजों को प्लस माइनस टॉलरेंसेस कहा जाता है इसलिए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए हमारे परिचय को संक्षेप में बताने के लिए हमने पहले छह लेक्चर में डाइमेंशनिंग टॉलरेंसेस पर पूरी तस्वीर को चित्रित करते हुए ड्राइंग शीट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा अगली कक्षा में आगे हम सीखेंगे कि लाइनस् कर्वस् बाईसेक्टर लाइनस् को कैसे खींचना है और इस तरह से इन उपकरणों का उपयोग ज्योमैट्रिकल चीजों के निर्माण के लिए कैसे करें सामान्य कॉनिक सेक्शंस का निर्माण कैसे करें जैसे कि पैराबोला सर्कल हाइपरबोला और साइक्लोइड्स जैसे अन्य कर्वस् और आगे तक तो व्याख्यान 7 से हम इन कॉनिक सेक्शंस और ज्योमैट्रिकल निर्माणों को आच्छादित करते हैं